द्वारा प्रो टी रविचंद्रन मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग नमस्कार शीतल कौशल और व्यक्तित्व बढ़ाने पर मेरे पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है मैं मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग आईआईटी कानपुर से प्रोफेसर रविचंद्रन हूं हम आपको NPTEL MOOC के प्रारूप के माध्यम से यह पाठ्यक्रम दे रहे हैं यह पहला सप्ताह है और चौथी इकाई है और यह चौथा पाठ है जहां तक अवधारणा का सवाल है यह मानसिकता पर दूसरा विषय है और इस पाठ में हम सीखने की मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे यदि आपको याद है कि हमने पिछले पाठ में क्या किया था तो मैं बस बहुत जल्दी पुनरावृत्ति करने की कोशिश करूँगा जैसे मैंने पिछले पाठ में किया था पिछले पाठ में मैंने मानसिकता के विभिन्न प्रकारों और परिभाषाओं पर चर्चा की मूल रूप से मैं इस परिभाषा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूं कि मानसिकता एक बुनियादी विश्वास है मानसिक दृष्टिकोण स्थितियों की व्याख्या करने और जवाब देने का अभ्यस्त तरीका है अक्सर हम नहीं जानते कि यह हमारी मानसिकता है जो उस तरीके को निर्धारित कर रही है जिसमें हम अपनी राय दे रहे हैं जिस तरह से हम कुछ चुनने का फैसला कर रहे हैं हम वास्तव में नहीं जानते हैं लेकिन यह कुछ ऐसा है जो हमने आदतन विकसित किया है हमने अपने अनुभव से विकास किया है अब इस मानसिकता पर ध्यान दें विशेष रूप से हमने विभिन्न प्रकार की मानसिकता के बारे में बात की जिससे हमें अपने व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद मिलती है और कौशल जैसे कि शीतल कौशल जो वास्तव में कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो व्यवहार के मामले में अनुकरण करने की कोशिश कर रहा है जो हमारे अंदर है अब मानसिकता पर वापस एक ही स्थिति का जवाब अलग अलग मानसिकता के कारण अलग अलग तरीकों से दिया जा सकता है मैंने आपको बारिश का उदाहरण दिया एक बारिश जो किसी जगह पर गिर रही है एक व्यक्ति उस पर एक कविता भी लिखने के लिए प्रेरित है और जबकि दूसरा व्यक्ति इतना उदास महसूस करता है और फिर वह उसमें आत्महत्या करने के बारे में भी सोच सकता है तो हमारी मनोदशा एक और बात है जो मानसिकता में योगदान दे रही है इसलिए जिस तरह से हम विशेष रूप से विफलता का जवाब देते हैं वह बताता है कि क्या हमारे पास विकास मानसिकता या निश्चित मानसिकता है तो एक निश्चित मानसिकता के साथ जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है जहां वह असफलता के साथ सामना करता है तो विश्वास करता है कि उसके पास प्रतिभा की कमी है या नहीं उस अधिकार का अभाव है इसीलिए वह उस स्थिति में असफल रहा है इसलिए व्यक्तित्व लक्षणों और कौशल को बढ़ाने के लिए एक विकास मानसिकता का पोषण करना महत्वपूर्ण है हालाँकि यह एक निश्चित मानसिकता के लिए हानिकारक है क्योंकि यह मानसिक जड़ता और बौद्धिक जीवाश्मता की ओर जाता है तो इसका क्या मतलब है यदि लंबे समय तक आपका मन उसी तरह से सोचने लगता है तो एक तरह का पैटर्न बन रहा है और जड़ता विकसित हो रही है आप उसी तरह से सोचते रहेंगे आप उसी व्यवहार को बार बार उसी स्थिति में दोहराएंगे और आप एक ही स्थिति को देखते हुए एक अलग तरीके से जवाब देने के बारे में नहीं सोचेंगे जो बार बार आता है इसलिए उस तरह की निश्चित मानसिकता का होना हानिकारक है खासकर यदि आप अपने व्यक्तित्व को विकसित करने और बढ़ाने में रुचि रखते हैं हमने पिछले पाठ में उन लोगों के साथ तुलना और इसके विपरीत विकास मानसिकता वाले लोगों के विशिष्ट लक्षणों के बारे में भी चर्चा की जिन्होंने मानसिकता तय की है पिछले पाठ में जो हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऐसे लक्षण उनमें चुनौतियों का स्वागत करने की क्षमता भी शामिल है यही है विकास की मानसिकता वाले लोग उनके पास चुनौतियों का स्वागत करने की क्षमता है वे बदलावों को गले लगाते हैं वे बहुत ही हताश स्थिति में भी अवसरों की तलाश करते हैं वे अवसरों की तलाश करते हैं और वे हमेशा अपनी सोच में आशावादी होते हैं उन्हें नीचे नहीं रखा जाता है किसी भी असफलता से वे विफलता से सीखने को तैयार हैं और वास्तव में वे विफलता से बहुत कुछ सीखते हैं और वे निश्चित मानसिकता वाले लोगों की तरह आलोचना की नकारात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया देते हैं वे प्रतिक्रिया का जवाब देते हैं और वे हमेशा नई चीजें तलाश रहे हैं क्योंकि सीखने के प्रति उनका दृष्टिकोण कुछ ऐसा है जो जीवन भर के लिए हो जाता है सीखना कुछ ऐसा नहीं है जो वे हाई स्कूल या कॉलेज के साथ या विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ रोकते हैं सीखना कुछ ऐसा है जो वे अपने जीवन के अंत तक जारी रखते हैं इस रवैये के कारण जब किसी व्यक्ति की विकास की मानसिकता होती है तो हमें यह महसूस करने और जानने और समझने की भी आवश्यकता होती है कि यह क्या है जो यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है जिस तरह से हम सोचते हैं जिस तरह से हम कुछ सीखते हैं यही वह है जिसे मैं मानसिकता सीखने के रूप में पहचानने की कोशिश करता हूं इस तरह से देखें यह सवाल पूछें ऐसा क्यों है कि कुछ छात्रों ने गणित को प्राथमिकता दी और कुछ अन्य छात्रों के लिए यह वास्तव में एक एलर्जी है यही बात अन्य कई विषयों के बारे में भी कही जा सकती है कुछ छात्रों के लिए कंप्यूटर विज्ञान यह केक खाने जैसा आसान है जबकि कुछ अन्य छात्रों के लिए यह बहुत एलर्जी पैदा कर रहा है यह टेक्नोफोबिया है यहां तक कि कंप्यूटर को छूने का भी डर है अब ऐसा क्यों है इसी तरह हम ललित कला के बारे में बात कर सकते हैं कुछ छात्रों के लिए एक चित्र बनाना कुछ पेंटिंग करना स्वाभाविक रूप से आता है कुछ प्रकार के वैज्ञानिक प्रमेयों और गणनाओं के साथ काम करने की तुलना में हम भाषा सीखने के संदर्भ में भी यही बात कह सकते हैं कुछ के लिए भाषा सीखना इतना आसान है कुछ के लिए यह बहुत मुश्किल है अब आप ऐसा क्यों सोचते हैं यदि आप फिर से गहराई से विश्लेषण करते हैं तो मूल कारण उस तरह से है जैसे किसी ने सीखने की मानसिकता विकसित की है इसका मतलब है कि यह एक बुद्धिमान भागफल के अलावा है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान कौशल तकनीक और अन्य कार्यप्रणालियों को दूसरों की तुलना में अधिक कुशलता से प्राप्त करने में सक्षम है एक बार स्मार्टनेस इस स्तर से निर्धारित होती है जिसमें से एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में गति सटीकता दक्षता के साथ एक कार्य निष्पादित करने में सक्षम है अब इस आईक्यू के अलावा एक व्यक्ति के रूप में खुद के बारे में एक धारणा यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति किसी विषय को कैसे सीखता है इसका मतलब है एक व्यक्ति के बुनियादी कौशल सेट किसी की बुद्धिमत्ता किसी के मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त करने के स्तर के अलावा इसके अलावा एक व्यक्ति जिस तरह से विश्वास कर रहा है या समझ रहा है कि व्यक्ति किस तरह से विषय के बारे में अर्जित ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है तो यह वास्तव में उस विषय में भी व्यक्ति के प्रदर्शन को निर्धारित करता है संक्षेप में सीखने के प्रति जो मानसिकता होती है वह किसी के समग्र निर्णयों को प्रभावित करेगी क्या वह अपने सीखने के उद्देश्यों के लिए बना रहा है या नहीं इसका फिर से मतलब है चाहे आपको कोई विषय पसंद हो या न हो चाहे आप उस विषय में उच्च स्तर के ग्रेड के साथ प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं यह आपके आईक्यू पर निर्भर करता है जैसे लेकिन जिस तरह से आप विश्वास कर रहे हैं कि आप इस विषय को सीखने में सक्षम हैं हालाँकि यह वास्तव में आपकी क्षमता के बारे में नहीं है यह आपके विश्वास के बारे में अधिक है और दृष्टिकोण दृष्टिकोण और समझ जो आपके बारे में है आइए कुछ विचारों पर वापस जाएं जिनकी चर्चा मानसिकता पर आधारित कैरोल ड्वेक की पुस्तक में की गई है पुस्तक से प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से एक यह है कि लेखक कहता है हमने अपनी सीखने की मानसिकता प्राथमिक या मध्य विद्यालय स्तर से ही विकसित की है इसलिए हम वापस जाते हैं और फिर यह केवल बाद के चरण में विकसित नहीं हो रहा है बल्कि हमारे स्कूली शिक्षा के शुरुआती दिनों में भी कुछ विषयों को सीखने की हमारी मानसिकता हमारी प्राथमिकताएं हमारी समानता और हमारी नापसंदगी तो सभी उस अवस्था में ही विकसित होते हैं लेकिन दूसरा दिलचस्प कारक यह है कि हालांकि हमने अपने दिमाग को वातानुकूलित करने की कोशिश की है वरीयताओं हल्कापन के मामले में एक तरह की मानसिकता बनाई है मानव बुद्धि वास्तव में इस तरह की वरीयताओं से बंधी नहीं है मानव बुद्धि अत्यधिक अनुकूलनीय है यह निंदनीय है इसे बदला जा सकता है इसे ढाला जा सकता है विशेष रूप से जब यह नई चुनौतियों का सामना करता है तो यह आसानी से अनुकूलित हो सकता है इसे बदल सकता है निश्चित मानसिकता के विपरीत हम विकसित हो सकते हैं या इसके विपरीत जो हम सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं मानव बुद्धि जैसे कि इसके अनुकूलनीय प्रकृति के कारण विकसित हो सकती है तो कैरोल ड्वेक के रूप में एक निश्चित मानसिकता वाले व्यक्ति का मानना है कि बुद्धि अपने आप में एक निश्चित गुण हैं जबकि वास्तव में बुद्धि एक निश्चित लक्षण नहीं है लेकिन एक निश्चित मानसिकता वाला व्यक्ति यह मानता है कि बुद्धि को बढ़ाया नहीं जा सकता बुद्धि को विकसित नहीं किया जा सकता दिमाग अपने आप में सीमित है दिमाग को बड़ा नहीं सकते और यही एक निश्चित मानसिकता वाले व्यक्ति की सोच है हालांकि विकास मानसिकता के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी अपरिचित क्षेत्र से भी सीख सकता है अस्पष्टीकृत क्षेत्र अज्ञात क्षेत्र पूरी तरह से अज्ञात पूरी तरह से नया विषय फिर भी एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति इससे सीख सकता है और उससे लाभ प्राप्त कर सकता है क्योंकि विकास मानसिकता वाले लोग विकास की बुद्धि में विश्वास करते हैं उनका मानना है कि बुद्धि को विकसित किया जा सकता है खासकर जब इसे नई जानकारी और नवीनतम कौशल सेट के साथ जोड़ा जाता है वे अत्याधुनिक कौशल सेट प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो उपलब्ध हैं वे नए ज्ञान को विकसित करने के लिए खुद को चुनौती देने के लिए तैयार हैं इसलिए वे बाद में यह भी मानते हैं कि मस्तिष्क के आरोप के मामले में उनके ज्ञान के दायरे का विस्तार किया जा सकता है हम में कुछ पल हमें बताता है कि हम इतने स्मार्ट नहीं है वह आदमी मुझसे ज्यादा स्मार्ट है उस आदमी के पास एक बेहतर डीएनए है उस आदमी को जीनियस होना चाहिए वह इतनी स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली है लेकिन मैं वह स्मार्ट नहीं हूं मैं वह प्रतिभाशाली नहीं हूं इसलिए इस तरह की बात हमारे दिमाग में हो रही है यह कहते हुए कि हम उस विशेष विषय को सीखने या प्रवेश करने के लिए या उस क्षेत्र के बारे में कुछ जानने की प्रतिभा कौशल से संपन्न नहीं हैं हमें यह समझना चाहिए कि हम एक निश्चित सीखने की मानसिकता में हैं तो कुछ पल आता है और हमारे मन में कहता है कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हम इसे सीखने के लिए स्मार्ट नहीं हैं इसे बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है इसलिए हमें चुनौती का स्वागत करने की आवश्यकता है हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है हमें अतिरिक्त सीखने की आवश्यकता है हमें शिक्षक से मिलने अतिरिक्त समय लेने शुरुआती दिनों में एक सुसंगत तरीके से थोड़ा अतिरिक्त समय बिताने की आवश्यकता है लेकिन जल्दी या बाद में आपको एहसास होगा कि आप भी बढ़त बना रहे हैं अच्छी प्रगति कर रहे हैं और आपको यह भी पता चलता है कि ओह इसका स्मार्टनेस से कोई लेना देना नहीं है बच्चे कदम रखें एक समय में एक कदम लेकिन दृढ़ रहें कि आप एक कदम बनाएंगे तो यह है कि आप अपने लक्ष्य की ओर कैसे पहुंचेंगे एक समय में पुष्टि करने के लिए अपने मन में पुष्टि करने के लिए और उस मानसिकता को बदलने और अपने स्थापित विश्वास प्रणाली को सुधारने के लिए जो मानसिकता की शुद्धता में योगदान दे रहा है अब ड्वेक और अन्य लोग आलस के बारे में एक और दिलचस्प बात बताते हैं यहां तक कि आलस्य वास्तव में प्रयास की कमी है जो एक निश्चित मानसिकता के कारण होता है तो आलस्य जैसे आलस जैसा कुछ भी नहीं है यह केवल ब्याज की कमी है केवल एक अंतर्निहित ब्याज की कमी है जो उसे या उसे करने के लिए प्रयास करने से रोक रही है यह वास्तव में आलस्य नहीं है छात्र या निश्चित मानसिकता वाले लोग ताकि वे समय की बर्बादी के रूप में अतिरिक्त प्रयास देखेंगे तो वे सोचेंगे कि मुझे इस विषय में अतिरिक्त समय क्यों देना चाहिए इसलिए मैं कमजोर हूं मैं सुस्त हूं मैं बेवकूफ हूं मैं स्मार्ट नहीं हूं मैं यह नहीं सीख सकता इसलिए मुझे इसे सीखने में कोई प्रयास नहीं करना चाहिए तो यह निश्चित मानसिकता के साथ है अब सीखने की मानसिकता के इस पहलू का वर्णन करते हुए मैंने आपको कुछ सुझाव विचार देने की कोशिश की जैसे कि आप सीखने के प्रति विकास की मानसिकता कैसे विकसित कर सकते हैं सामान्य ज्ञान में सीखना जैसे कुछ भी सीखना चाहे वह कार चलाना हो या जर्मन सीखना किसी भी विदेशी भाषा को सीखना कंप्यूटर का उपयोग करना सीखना तो किसी भी तरह की सीख तो विकास की मानसिकता कैसे विकसित करें एक और दिलचस्प किताब जो आपको पढ़नी चाहिए वह टेरी डॉयल और टॉड ज़करज़सेक द्वारा लिखी गई है वे द न्यू साइंस ऑफ़ लर्निंग हॉर्मनी टु लर्न विद योर ब्रेन The New Science of Learning How to Learn in Harmony with Your Brain के लेखक हैं और वे अपने विचारों को कैरोल डवेक की मानसिकता की अवधारणा के एक अध्याय के लिए प्राप्त करते हैं जिसमें वे आपके विकास को बदलने के तरीके सुझाने की कोशिश करते हैं इसलिए उनके विचारों को अपनाते हुए मैं आपको निम्नलिखित बातें बताना चाहूंगा ताकि आप सीखने के प्रति अपनी खुद की विकास मानसिकता विकसित कर सकें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहचानें कि कड़ी मेहनत नए ज्ञान प्राप्त करने चुनौतियों का सामना करने से विकास की मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा आलसी मानसिकता के जैसे यह सोचकर कि मैं प्रयास नहीं करूंगा अपनी सोच को भी बदलें मैं इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करने की कोशिश करूंगा मैं नया ज्ञान हासिल करने की कोशिश करूंगा मैं नई जानकारी चाहता हूं मैं अपने ज्ञान को अपडेट करने की कोशिश करूंगा और फिर मैं चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करूंगा तो यह मान्यता विकास की मानसिकता को सुविधाजनक बनाएगी इसका मतलब है यदि आप सीखने में विकास की मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने की कोशिश करें नए ज्ञान प्राप्त करने में संकोच न करें और चुनौतियों का सामना करते रहें बुद्धि बुद्धिमता मस्तिष्क को नियमित अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है जिस तरह से आप अपनी मांसपेशियों को विकसित करते हैं उसी तरह मस्तिष्क की मांसपेशियों को भी अभ्यास द्वारा मजबूत विकसित बढ़ाया जा सकता है असफलता यह पहचानने का अगला महत्वपूर्ण पहलू है कि क्या आपके पास एक विकास मानसिकता है या एक निश्चित मानसिकता है विकास मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए असफलता अपने आप में एक अंत नहीं होगा असफलता विकास मानसिकता वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं करेगी सुधार करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक ऐसी स्थिति जिसमें आप स्पष्ट रूप से विफल रहे हैं लेकिन वास्तव में विफल नहीं हुए इसलिए विभिन्न रणनीतियों विभिन्न तकनीकों नई कार्यप्रणाली अधिक समय देने और अधिक प्रयास देने का उपयोग करके उस स्थिति को कैसे सुधारें इस पर ध्यान केंद्रित करना वास्तव में सफलता में योगदान कर सकता है वास्तव में विकास की मानसिकता वाले कई सफल लोगों को विफलताओं से बहुत लाभ हुआ है असफलताएं नहीं हैं केवल यह संकेत देगा कि संबंधित व्यक्ति ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है सीखने के मामले में जोखिम लेने के लिए हमेशा तैयार रहें हालांकि यह कठिन लगता है प्रारंभ में यदि आप एक नए विषय के करीब आ रहे हैं तो यह बहुत कठिन बहुत कठिन प्रतीत होता है लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि यह बहुत कठिन बहुत कठिन प्रतीत होता है हमेशा सीखने के संदर्भ में जोखिम लेने के लिए तैयार रहें और देखें कैसे भले ही यह बहुत कठिन लगता है कि आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं लेकिन इससे आप अकेले ही अच्छी प्रगति करेंगे बस आपको सीखने की दिशा में विकास की मानसिकता विकसित करने के लिए कुछ और सुझाव देने के लिए खराब प्रदर्शन से बचना नहीं चाहिए खराब प्रदर्शन किसी के व्यक्तित्व या बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब नहीं है यदि आप एक विषय एक पेपर एक क्षेत्र में असफल हो गए हैं जो यह निर्धारित नहीं कर रहा है या यह ऐसा नहीं कह रहा है कि आप एक नाकामयाब स्मारकीय विफलता है और आप अपने जीवन के किसी भी पहलू में किसी भी क्षेत्र में कोई सफलता हासिल नहीं करेंगे इसलिए यह विचार करना गलत है कि खराब प्रदर्शन कुछ ऐसा है जो आपके व्यक्तित्व को निर्धारित कर रहा है और यह केवल एक निश्चित मानसिकता वाले व्यक्ति ही करेंगे दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा यह आत्म चर्चा कर रहा है स्वयं से बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है अर्थात जब आप सुबह उठते हैं और यदि आप एक कठिन कार्य करने की कोशिश करने जा रहे हैं विशेष रूप से एक नए विषय के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में तो बताएं कि यह आसान है यह आसान है मेरे पास विकास की मानसिकता है मैं इससे निपटने में सक्षम होऊंगा मुझे इस दिन के अंत में चुनौतियों का सामना करने का आनंद मिलेगा मैं इसे बहुत कुछ सीखूंगा जिससे मुझे कल बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलेगी मुझे डर नहीं है मैं स्मार्ट नहीं हो सकता लेकिन मैं कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूं वह आत्म चर्चा यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने आप को बताएं चलो उसी समय उस नकारात्मक आवाज़ को मारना बहुत महत्वपूर्ण है उस नकारात्मक आवाज़ को मारना भी एक आवश्यक है आपको बताने वाली नकारात्मक आवाज़ क्या है आप ऐसा नहीं कर सकते आप बहुत स्मार्ट नहीं हैं यह आपके लिए बहुत मुश्किल है इसलिए उसे मारने की कोशिश करें और फिर उस के अंदर की आवाज भी बहुत खराब है क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो क्या आप वास्तव में इस स्थिति को संभाल सकते हैं तो इस तरह की नकारात्मक आवाज को मारें और कहें कि सकारात्मक पुष्टि के साथ कि नहीं मे यह कर सकता हूं मैं इसे संभाल लूंगा मैं साबित कर दूंगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं अन्य लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है और इसी तरह एक स्थिति का अतिशयोक्ति एक निश्चित मानसिकता से निकलती है यह आपको समझना चाहिए आम तौर पर जब मन सोचता है कि ओह यह मेरे लिए बहुत बड़ा है यह मेरे लिए बहुत कठिन है यह बहुत कठिन है असंभव है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कोई भी ऐसा कर सकता है अब यह उन चीजों को देखने का एक अतिरंजित तरीका है जो वास्तव में वास्तव में नहीं हो रहा है ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे 10 बार किया है आपसे 100 गुना बेहतर है अपनी सोच के उस क्षण में आपको केवल उदाहरणों को महसूस करने या देखने की जरूरत है मेंटर्स की पहचान करें उन लोगों की पहचान करें जो उस स्थिति को पार कर चुके हैं और फिर उसे आगे बढ़ने के लिए एक तरह की प्रेरणा के रूप में लेते हैं ताकि अतिरंजित विचार विकास मानसिकता का विरोध कर सके आपको खुद को यह देखना होगा कि वास्तविक क्या है और वास्तव में हमारे अधिकांश अतिरंजित भय कभी नहीं होते हैं और अंतिम लेकिन कम से कम नहीं हमेशा ग्रोथ माइंडसेट आवाज चुनें ड्वेक के बारे में दिलचस्प बात यह है कि निश्चित मानसिकता और विकास मानसिकता 100 इंसान के व्यक्तित्व को निर्धारित नहीं करेगी इसका क्या मतलब है आप ऐसा नहीं कह सकते हैं जैसे हम मानव व्यक्तित्व के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं टाइप ए टाइप बी आप यह नहीं कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की हमेशा एक निश्चित मानसिकता होती है और इस व्यक्ति की हमेशा विकास मानसिकता होती है वास्तव में क्या होता है हम सभी अपने जीवन के कुछ पहलुओं में विकास मानसिकता रखते हैं और हम सभी के पास कुछ अन्य पहलुओं में निश्चित मानसिकता भी है एक शिक्षक बहुत उत्साहजनक हो सकता है उदाहरण के लिए विशेष रूप से बहुत गरीब पृष्ठभूमि के लोग शिक्षक अधिक समय देने के लिए तैयार है अतिरिक्त समय दे सकता है और फिर शिक्षक बहुत सहायक है लेकिन शिक्षक हमें तय करने के संबंध में एक निश्चित मानसिकता रख सकते हैं उदाहरण के लिए महिलाओं को मुक्ति इसलिए उदाहरण के लिए छात्राओं को बढ़ावा देने के प्रति शिक्षक का बहुत रूढ़िवादी दृष्टिकोण है तो यह एक निश्चित मानसिकता है जो कुछ अनुभव से आया है लेकिन शिक्षक कुछ अन्य पहलुओं में असाधारण रूप से अच्छा है तो इसका क्या मतलब है हमारे पास हमेशा एक आवाज़ है जो हमें एक निश्चित मानसिकता वाले मार्ग में ले जाने की कोशिश कर रही है और एक और आवाज़ है जो यह भी बताने की कोशिश कर रही है नहीं ऐसा न करें और फिर ऐसा करने का प्रयास करें अपने आप में सुधार करें और फिर यह विकास मानसिकता आवाज है अब जब आप उन दोनों के बीच फंस जाते हैं तो हमेशा उस एक को चुनने की कोशिश करें जो कह रहा है कि यह जोखिम भरा है लेकिन यह कोशिश करने लायक है तो यह विकास मानसिकता की आवाज है अब इस व्याख्यान को समाप्त करने की दिशा में मैं आपको कुछ विचारों कुछ प्रेरक उद्धरणों के साथ छोड़ना चाहता हूं जो आपको बताते हैं कि विकास की मानसिकता वाले लोग सामान्य रूप से कैसे सोचते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के प्रसिद्ध उद्धरण को देखें इसलिए जब उन्हें एक पत्रकार द्वारा विशेष रूप से उनकी असफलता के बाद साक्षात्कार दिया गया था और एक प्रकाश बल्ब के निर्माण के संदर्भ में बार बार असफल होने पर एक प्रकाश बल्ब के निर्माण के संदर्भ में उन्होंने यह उद्धरण उद्धृत किया उन्होंने कहा मैं सात सौ बार असफल नहीं हुआ हूं मैं प्रकाश बल्ब का निर्माण नहीं करने के सात सौ तरीकों को साबित करने में सफल रहा " इसलिए उन्होंने कभी भी विफलता को स्वीकार नहीं किया उन्होंने केवल यह सोचा कि उन्होंने एक अलग रणनीति का उपयोग किया है और अब उन्हें कुछ और उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि आप अंततः इस प्रकाश बल्ब का निर्माण कर सकें माइकल जॉर्डन ने कहा "मैं असफलता स्वीकार कर सकता हूं हर कोई किसी न किसी चीज में विफल रहता है लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता इसलिए मैं विफलता स्वीकार कर सकता हूं ताकि मेरे व्यक्तित्व को पराजित नहीं किया जा सके लेकिन मैं यह नहीं मानने की कोशिश कर रहा हूं यह बार बार प्रयास करने की आपकी क्षमता है जिससे आपको यह विकास मानसिकता मिल रही है और अंत में आंद्रे सैंटे लागे का एक और दिलचस्प उद्धरण यह इस विनम्र भौंरा मधुमक्खी के बारे में है वायुगतिकीय नियमों के अनुसार भौंरा उड़ नहीं सकता इसके शरीर का वजन इसके पंखों का सही अनुपात नहीं है लेकिन अगर आप विनम्र भौंरा को देखें तो यह इन कानूनों की अनदेखी करता है इन कानूनों की अनदेखी करते हुए मधुमक्खी वैसे भी उड़ती है इसलिए यदि आप कानून से बंधे हैं तो आपका दिमाग निश्चित हो जाता है यदि आप उन कानूनों को भी अनदेखा करने में सक्षम हैं जिन्हें मौलिक माना जाता है तो आप वास्तव में इससे बाहर आ सकते हैं इसलिए यह सबक है कि यह भौंरा मधुमक्खी हमें बताता है आगे के संदर्भ के लिए कैरोल ड्वेक की उन सामग्रियों के अलावा जिनका मैंने पिछले एक में उल्लेख किया था आप टेरी डॉयल की पुस्तक द न्यू साइंस ऑफ लर्निंग पर भी देख सकते हैं जिसमें अध्याय 7 पूरी तरह से माइंडसेट टूवार्ड लर्निंग के बारे में है पूरे भाग को संक्षेप में दिया गया है और कल के प्रोफेसर ईमेल न्यूज़लैटर से बहुत आसानी से समझ आने वाले तरीके से दिया गया है जो ऑनलाइन पर भी उपलब्ध है यदि आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं जो मैंने प्रदान किया है इसलिए इन प्रश्नों को पूछते रहें क्या आपके पास विकास मानसिकता या निश्चित मानसिकता है और बड़ी और क्या क्षेत्र हैं आपके जीवन के ऐसे पहलू हैं जिनमें आपकी मानसिकता तय है और आपकी विकास मानसिकता है अब यदि आपने मानसिकता तय कर ली है और यदि यह आपके व्यक्तित्व के विकास और वृद्धि को कम करने की कोशिश कर रहा है तो यह उच्च समय है कि आप निश्चित मानसिकता को विकास मानसिकता में बदलने का प्रयास करें उम्मीद है कि इस व्याख्यान में दिए गए सुझाव आपको अपनी विकास मानसिकता को सकारात्मक रूप से विकसित करने में मदद करेंगे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मैं एक और व्याख्यान मानसिकता पर एक और पाठ के साथ वापस आऊंगा और इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि संभव हो तो टेड वार्ता के माध्यम से जाना चाहिए जो मैंने पिछले व्याख्यान में उल्लेख किया था और वह अगले पाठ के लिए भी आपको तैयार करेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगले पाठ में